डिज़ाइन थिंकिंग ए प्राइमर एलीफेंट एंड ब्लाइंड मेन एक बार फिर से यह कहानी का समय है यह कहानी 5 अंधे पुरुषों और एक हाथी की है यह कहानी एक पुरानी भारतीय लोक कथा से ली गयी है एक बार इन पाँच अंधे पुरुषों का एक हाथी के करीब जाना हुआ वे सब उस हाथी के इतने करीब चले गए जैसे की आप मेरे पीछे हाथी को देख रहे हैं करीब जाने पर उन पुरुषों ने हाथी के विभिन्न अंगों को छूना शुरू किया और यह पता लगाने की कोशिश करने लगे कि वह क्या है उनमें से सबसे पहले एक पुरुष ने जाकर हाथी की सूंड को छुआ और कहा वाह यह तो एक मोटे सांप जैसा लगता है दूसरे पुरुष ने हाथी के पैरों के पास पहुँच कर पैरों को छू कर बोला ओह यह एक स्तम्भ की तरह लगता है एक और आदमी हाथी के पीछे जाकर उसकी पुंछ को पकड़कर और खींचकर बोला वाह यह तो रस्सी जैसा प्रतीत होता है आखिरी मे एक आदमी हाथी के ऊपर चढ़ कर हाथी के कानों को छूकर बोला वाह यह एक पंखे की तरह लगता है वे सभी बाद में एक साथ इकट्ठा हुए और आपस मे यह कहते हुए एक दूसरे से झगड़ने लगे कि यह कोई पंखा है नहीं यह तो एक रस्सी है एक बोला यह एक स्तम्भ है तो एक ने कहा की नहीं यह एक साँप है उनमें से कोई भी आपस में एक बात पर सहमत नहीं थे उधर से एक बुद्धिमान व्यक्ति गुज़र रहा था उसने पूरी बात समझी और कहा देखो मुझे पता है कि आप लोगों ने इस हाथी के विभिन्न अंगों को छूकर ही अंदाज़ा लगाया होगा लेकिन यह वास्तव में एक हाथी है यह एक बहुत बड़ा जानवर है जिसे हाथी कहते है इसी तरह हम सब भी कई बार छोटे भागों छोटे समाधानो छोटे छोटे विचारों को ही देख पाते हैं और यह सोच लेते हैं कि ये ही हल है जबकि असलियत मे समाधान सब के समायोजन मे छिपा होता है इसलिए हमे सभी विचारों को एक साथ ले कर चलना चाहिए और फिर उनके इस्तेमाल से एक अवधारणा बनाने की कोशिश करनी चाहिए इसी उद्देश से मैंने आपको यह कहानी सुनाई